डबल इंटीग्रल्स के लेक्चर नंबर 29 में आपका स्वागत है तो इस लेक्चर में हम विशेष रूप से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पर फोकस करेंगे पिछले लेक्चर से हम याद करते हैं कि हमने कुछ सरल ज्योमेट्री पढ़ी थी उदाहरण के लिए यदि आप फंक्शन f का रेक्टेंगुलर डोमेन लेते हैं तो हम दो बार सिंगल इंटीग्रल को रिपीट करके इस डबल इंटीग्रल को ज्ञात कर सकते हैं अतः यहां तो हम इस फंक्शन को dx पर इंटीग्रेट कर सकते हैं और x की लिमिट a से b तक जाएगी तो पहले आप सिंगल इंटीग्रल कोx के रिस्पेक्ट में ज्ञात करें तब यह y का फंक्शन हो जाएगा जिसे हम दूसरे स्टेप में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं और y की लिमिट्स c से d तक होंगी हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं यानी कि पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें जहां y की लिमिट्स c से d तक होंगी और फिर बाद में हम सिंगल इंटीग्रल को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं और उस केस में लिमिट a से b तक होगी ∬DfxydAcdabfxydxdyabcdfxydydx हमने दूसरी डोमेन भी देखी है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यह डोमेन फंक्शन v1 और v2 से y की दिशा में बाउंडेड है और y की दिशा में हमारे पास यह कांस्टेंट लिमिट xaसे xbतक है इस सिचुएशन में हमारे पास यह पॉसिबिलिटी है कि हमको y की दिशा में पहले इंटीग्रेट करना चाहिए क्योंकि यह कन्वीनियंट है या सरल है और y की लिमिट v1 से v2 तक होंगी और x की लिमिट a से b तक ∬DfxydAabv1v2fxydydx तो डबल इंटीग्रल के इस केस में हम अंदर वाले इंटीग्रल को पहले इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में लिमिट्स v1 से v2xतक है और बाद में हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे जिसकी लिमिट्स a से b तक होंगी या उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास यह डोमेन है तो इस केस में हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले करना है क्योंकि यहां पर xके लिए वेरिएबल लिमिट्स सेट करना सरल है अतः xकी लिमिट्स v1 से v2 तक होंगी और दूसरे स्टेप में हम yके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर हमारे पास यह इंटीग्रल होगा अंदर वाला x के रिस्पेक्ट में जिसकी लिमिट्स v1 से v2 तक होंगी और बाहर वाला yके रिस्पेक्ट जिसकी लिमिट्स c से d होगी ∬DfxydAcdv1v2fxydxdy इन सरल केसेस में हमने देखा कि जब हमारे पास रेक्टेंगुलर डोमेन है तो लिमिट्स को इंटरचेंज करना बहुत सरल है चाहे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट या y के रिस्पेक्ट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब हमारे पास ऐसे डोमेन है उदाहरण के लिए इस चित्र में या दूसरे वाले में हम यह देख सकते हैं कि कौन सा कन्वीनियंट है पहले वाले में हमने यह अनुभव किया कि पहले केस में पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में जबकि दूसरे केस में हमें x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना चाहिए और फिर y के रिस्पेक्ट में यह एक सिचुएशन है जहां हम ऑर्डर का कन्वीनियंस देख सकते हैं लेकिन यहां पर इंटीग्रैंड पर डिपेंडेंट होने की कुछ और वजह भी हो सकती हैं यानी कि कौन से इंटीग्रल का इंटीग्रेशन पहले y या पहले x के रिस्पेक्ट में सरल है या पॉसिबल है यह कन्वीनियंट है यहां पर हमें यही डिस्कशन करना है उदाहरण के लिए हमारे पास यह है तो सवाल यहां यह है कि हम ऑर्डर क्यों चेंज करते हैं इसका एक कारण इस उदाहरण से समझ आ जाएगा मान लीजिए हमारे पास यह इंटीग्रल y0axyaxx2y2dxdy है और हमारे इंटीग्रैंड xx2y2 को हमने x के रिस्पेक्ट में y से a इंटीग्रेट करना है अतः xy से xa तक अंदर वाली इंटीग्रल की लिमिट है और बाहर वाले के लिए लिमिट y0 से ya है अब सवाल यह है कि यदि हम दिए हुए आर्डर में पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा यहां पर हमें इंटीग्रैंड में 12 लगाना है और फिर हमारा इंटीग्रैंड 2xx2y2 हो जाएगा और फिर हमारे पास इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में y से a और y के रिस्पेक्ट में 0 से a होगा हमारे पासdx dy है अतः x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लोगरिथमिक फंक्शन होगा तो हमें 12के साथ इसका इंटीग्रेशन x2y2 मिलेगा फिर हम x की लिमिट्स y से a लगाएंगे और फिर dyके लिए बाहर वाली लिमिट्स 0 से a लगाएंगे तो यह y का फंक्शन होगा यानी कि a2y2 और यहां पर हमारे पास भी होगा यहां पर समस्या यह है की a2y2 का इंटीग्रेशन बहुत कठिन है लेकिन हम यहां क्या अनुभव करेंगे यदि आप इंटीग्रेशन का आर्डर बदलते हैं तो इसको हल करना बहुत सरल हो जाएगा इंटीग्रेशन का आर्डर बदलने से पहला स्टेप हमेशा यह होगा कि हमें इंटीग्रेशन के डोमेन का स्केच बनाना पड़ेगा तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है मान लीजिए कि यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है यह अंदर वाली लिमिट xy से xa तक है इसीलिए हम इस रेखा से शुरू करते हैं और a तक जाते हैं मान लीजिए यह बिंदु a है अतः यह xa है और स्वभाविक रूप से यह y a बिंदु है तो इस रेखा पर x की यह लिमिट y से इस बिंदु a तक है हमारे केस में यह इंटीग्रेशन का डोमिन है और यदि आप इंटीग्रेशन का आर्डर बदलना चाहते हैं तो यह फिगर आपकी बहुत मदद करेगा तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास स्वभाविक रूप से वही इंटीग्रैंड होगा और यहां पर dy dx अतः आर्डर चेंज हो जाएगा यहां पर हमें सबसे पहलेy की लिमिट फिक्स करनी है तो y की लिमिट के लिए हम y दिशा में एक रेखा के सहारे जाएंगे और देखेंगे कि डोमेन में यह रेखा कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है तो यह पूरे डोमेन को कवर करने के लिए y 0 से शुरू होती है और डोमेन को एक्जेक्टली इस रेखा पर छोड़ती है जहां y x है अतः y की लिमिट y 0 से y x है और x की लिमिट x0 से xa है इस तरह से हमने लिमिट बदल दी है अब लिमिट्स x0 से a और y 0 से x है अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि जब हम इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो यह बहुत सरल हो जाता है यहां पर x कांस्टेंट है अतः हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए 1x2y2 है तो अब हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन का आर्डर बदलने के बाद हमारा y 0 से x है और x0 से a है तो अंदर वाले इंटीग्रल को पहले इंटीग्रेट करेंगे और बाहर वाले को फिक्स करेंगे x0 से a तक अब 1x2y2 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमें 1xtan 1yx देगा और हमारे पास y की लिमिट 0 से x है और बाहर का इंटीग्रल x है यह x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास tan 1yx बचेगा जब tan 1yx में अप्पर लिमिट लगाएंगे तो हमें मिलेगा 4 क्योंकि tan 10 0 इसीलिए लोअर लिमिट पर हमें शून्य मिलेगा तो हमारे पास क्या है हमारे पास यहां 4 है और यह इंटीग्रल 0 से a dx है इंटीग्रेशन करने पर हमें x मिलेगा और अप्पर लिमिट लगाने पर a मिलेगा तो इस इंटीग्रल का मान a 4 है यह चेंज ऑफ आर्डर बहुत उपयोगी है यदि यह चेंज ऑफ आर्डर नहीं होता तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन बहुत कठिन था चेंज ऑफ ऑर्डर करने से यह त्रिवियल बन गया और हमें इंटीग्रल का मान a 4 प्राप्त हुआ तो इस इंटीग्रल का मान a 4 है अब हम कुछ और उदाहरण करते हैं हम 01yx22 xxydydx को डिस्कस करते हैं यहां पर हम इंटीग्रेशन का आर्डर चेंज करना चाहते हैं और इस केस में हमारा इंटीग्रैंड xy हैं यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें या x के रिस्पेक्ट में दोनों ही केस में कॉम्प्लीकेसी लेवल समान रहेगा तो फिर से इंटीग्रेशन का आर्डर चेंज करने के लिए हमें डोमेन का स्केच बनाना पड़ेगा इस केस में हमारे पास क्या है हमारे पास यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस और अब हम यह ड्रॉ करना चाहते हैं तो यह yx2 से 2 x तक जाता है यहां पर yx2 पैराबोला है तो हमारे पास yx2 है और फिर रेखा y 2 x है x0 है तब y 2 है और जब y 0 है तब x2 है तो यह रेखा y 2 x है तो यहां पर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन यह होगा क्योंकि और अब हम यहां पर सरलता से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं लेकिन यह करने से पहले हमें इंटरसेक्शन का बिंदु पता होना चाहिए तो यहां पर यदि हम yx2 को 2 x के बराबर रखते हैं तो हमें x2x 20 मिलता है यानी कि हमारे पास x2 0 है तो हमारा बिंदु यहां पर x1 2 है तो लिमिट्स के लिए जब x1 है तब y 1 है तो इंटरसेक्शन का बिंदु 11 है इस बिंदु पर y 2 है और यहां पर x 2 है और y 0 है तो अब हमारे पास सभी कोऑर्डिनेटस है और अब हम ऑर्डर बदल सकते हैं तो यह 0 से 1 है और अब हम ऑर्डर dx dy करना चाहते हैं तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए हम x एक्सिस के पैरेलल एक रेखा बनानी होगी और देखना होगा कि वह कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है इस केस में वह हमेशा x0 रेखा से शुरू होती है तो यहां पर हमारी लोअर लिमिट x0 है और फिर हमारे पास अप्पर लिमिट y x2 है यानी कि x y है और यह y की लिमिट 0 से 1 है तो इस बिंदु तक हमारे पास यह पार्ट है और फिर हमारे पास एक और पार्ट है क्योंकि जब y 1 से 2 जाता है तो x की लिमिट्स 0 से इस रेखा तक होंगी यानी कि हमारे पास यह दूसरा पार्ट होगा जब y 1 से 2 तक जाएगा और x की लिमिट्स 0 से 2 y होगी यहां पर इंटीग्रैंड x y dx dy है अब हमारे पास 2 पार्ट्स है एक जहां yकी लिमिट 0 से 1 है और दूसरे में 1 से 2 है y01x0yxydxdyy12x02 yxydxdy अतः इंटीग्रेशन का आर्डर बदलने के बाद हमारे पास यहां दो इंटीग्रल्स है हम इन इंटीग्रल्स को अलग अलग इवेलुएट करेंगे और फिर इंटीग्रल का मान ज्ञात करेंगे हम पहले इंटीग्रल पर विचार करते हैं यहां पर y 0 से 1 तक जाता है और x0 से y तक जाता है जब हम x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें x22 मिलता है और हमें x की लिमिट्स 0 से y लेनी है और यहां पर यह dy है हमारे पास यहां पर 0 से 1 y 2 x 2 है x की लिमिट्स 0 से y लगाने पर हमें 12y2 मिलता है जिसे इंटीग्रेट करने पर हमें 13y3 मिलता है और जब हम yकी लिमिट 0 से 1 लगाते हैं तो हमें इंटीग्रल का मान 16 मिलता है अतः पहले इंटीग्रल का मान 16 है और फिर हम दूसरे इंटीग्रल y12x02 yxydxdy को इवेलुएट कर सकते हैं यहां पर हमारे पास y की लिमिट 1 से 2 है और x की 0 से 2 y है तो अब x को इंटीग्रेट करने से हमें x22 मिलेगा जिसकी लिमिट्स 0 से 2 y होंगी और फिर हमारे पास dy होगा लिमिट्स लगाने के बाद फिर हमें y2 2 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है सरल करने पर हमें 12124y 4y2y3dy मिलता है तो अब हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटीग्रेट करने पर हमें इस इंटीग्रल का मान 524 मिलता है इस 524 को हमें पहले वाले इंटीग्रल के मान में जोड़ना है इस 524 को जब हम पहले इंटीग्रल के मान 16 में जोड़ते हैं तो हमें 38 मिलता है तो इस इंटीग्रल का मान 38 मिलता है हमने यहां पर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का उपयोग किया जो इस केस में जरूरी नहीं था ऐसा करने से हमारा इंटीग्रल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि अब हमें 2 डोमेन्स को लेना पड़ेगा एक y से 1 और दूसरा 1 से 2 तक तो इस पर्टिकुलर केस में ऑर्डर को बदलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था बल्कि वास्तव में डायरेक्ट इवेलुएट करना ज्यादा सरल था यहां पर हमारा उद्देश्य चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सीखना था यह उदाहरण 2 है जहां पर हम फिर से इंटीग्रेशन का आर्डर चेंज करेंगे और इंटीग्रल y0ax0a xy xa x a2dxdy का मान ज्ञात करेंगे वास्तव में इस केस में इंटीग्रेशन का आर्डर चेंज करना जरूरी है क्योंकि यदि हम पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो यह इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यदि हम इंटीग्रेशन का आर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास पहले dy होगा और हम पहले y कें रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और उस केस में हमारे पास यहां पर सिर्फ y होगा अतः इंटीग्रेशन का आर्डर चेंज करने से हम इंटीग्रैंड को देख सकते हैं कि हमसे y के रिस्पेक्ट में सरलता से इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन का आर्डर बदलने के लिए अब हम इंटीग्रेशन का डोमेन बनाएंगे तो यहां पर x एक्सिस है और यहां पर y एक्सिस और x 0से इस बिंदु तक जाता है तो यह क्या है यहां पर x a है हम इस को यहां लाते हैं और इसका व्होल स्क्वेयर लेते हैं और यह है यानी कि x a2y2a2 यह एक सर्किल है जिसे हमें बनाना है तो x a है इस सर्किल का सेंटर a 0 पर है और रेडियस a है अब हमारे पास a रेडियस का सर्कल है और अब यदि हम इंटीग्रल की लिमिट्स की ओर देखें तो x 0 से इस सर्कल तक जाता है अतः 0 से सर्कल तक y दिशा में यह एगजैक्टली ya तक जाता है यानी कि सर्कल के रेडियस तक तो यह छोटा रीजन हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन का आर्डर चेंज करने से क्या होता है यह हम अब देखेंगे यदि हम इंटीग्रेशन का आर्डर चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले dy की लिमिट फिक्स करनी है इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने के लिए हमें y एक्सिस के पैरेलल एक रेखा बनानी है और देखना है कि यह कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है तो y के लिए यह सर्कल से शुरू होती है और पूरे डोमेन को कवर करती है तो यहां पर सवाल क्या है यहां पर y यह होगा ya2 x a2 और यह y की लोअर लिमिट होगी और अप्पर लिमिट y a होगी अब x डायरेक्शन के लिए x 0 से a तक होगा यह इंटीग्रल की आउटर लिमिट है तो हमने यहां पर सरलता से आर्डर बदल दिया है और अब अंदर वाला इंटीग्रल ya2 x a2 से y a है और बाहर वाला x 0 से x a है Ix0aya2 x a2axy xa x a2dydx तो यह अंदर वाला इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में है और बाहर वाला xके रिस्पेक्ट में अब हम अंदर वाले इंटीग्रल को सरलता से इंटीग्रेट कर सकते हैं तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास सिर्फ y2 का टर्म है बाहर वाला इंटीग्रल 0 से a तक है y को छोड़ने पर जो इंटीग्रैंड मेरे पास बचता है वह है 12x xa x a2 तो अब y2 की लिमिट रखने पर हमें मिलता है a2 a2 2 तो a2 a2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 बचेगा जो कि डिनॉमिनेटर के 2 से कैंसिल हो जाएगा अब हमारे पास जो इंटीग्रल बचेगा वह है I120axln⁡xadx अब हम इस बाहर वाले इंटीग्रल का मान ज्ञात कर सकते हैं I120axln⁡xadx 12a222a 120ax aa2xadx a2812 a तो इस इंटीग्रल का मान a2812a है अब इस उदाहरण 01xxfxydydx में हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो इस केस में इंटीग्रेशन का आर्डर चेंज करने के लिए हम जल्दी से इसका रीजन बनाते हैं और यहां पर हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है यहां पर y x से x तक जाता है जो कि y2x है तो हमारे पास यहां y2x पैराबोला और y xलाइन है यह दोनों x2 x0 पर इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि x0 यह दोनों x0 1पर इंटरसेक्ट करते हैं हम देखते हैं कि रीजन में y axis के पैरेलल में ली गई कोई रेखा दी गई रेखा से शुरू होकर पैराबोला पर खत्म होती है यह इंटीग्रेशन का दिया हुआ आर्डर है और अब हम ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं हमारे पास यहां fx ydxdy है अब हम सबसे पहले x की लिमिट फिक्स करेंगे इसके लिए हम xएक्सिस के पैरेलल एक रेखा बनाते हैं और देखते हैं कि वह डोमेन में कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है हम देखते हैं कि इस रेखा का शुरू होने का बिंदु पैराबोला पर है और खत्म होने का बिंदु दी हुई रेखा पर है अतः x की लिमिट y2 से शुरू होती है और रेखा xy पर खत्म होती है रेखा और पैराबोला के इंटरसेक्शन का बिंदु 11है डोमेन में रेखा yकी दिशा में y 0 से y 1 तक चलती है यह चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है तो y की लिमिट्स y 0 से y 1 तक है और x की लिमिट्स x y2 से x y तक है और फिर fxydxdy यानी कि 01y2yfxydxdy हम एक और उदाहरण देखते हैं यह इस लेक्चर का आखिरी उदाहरण है हम फिर से इंटीग्रेशन का ऑर्डर बदलना चाहते हैं और हमारी y की लिमिट x24 से 3 a x तक जाती है यहां पर हमें फिर से रीजन बनाना पड़ेगा हमारे पास यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस है यह y x24 से 3 a x तब जाता है यह रेखा यहां पर है यह रेखा y एक्सिस को 0 3 a पर काटती है यह रेखा x एक्सिस को 3 a0 पर काटती है तो यह रेखा है और हमारे पास x24ay पैराबोला है तो अब यहां पर हम y की लिमिट देखते हैं y पैराबोला से रेखा तक जाता है और अब हम इंटीग्रेशन का आर्डर चेंज करना चाहते हैं यानी कि हमें x एक्सिस के बारे में एक रेखा बनानी है और देखना है कि यह रेखा कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है हमारे पास फिर से वही सिचुएशन आती है जिसका डिस्कशन हम पहले कर चुके है इस उदाहरण में हमें यहां पर दो डोमेन में मिलते हैं इस लाइन के नीचे के डोमेन में ली गई रेखा x0 से शुरू होती है और पैराबोला पर खत्म होती है जबकि ऊपर की डोमेन में ली गई देखा x0 से शुरू होती है लेकिन खत्म y 3 a x पर होती है इसीलिए यहां पर दो अलग अलग रीजन है और हमें दोनों को कंसीडर करना होगा यदि हम इंटीग्रेशन का आर्डर चेंज करना चाहते हैं पहले पार्ट के लिए हमारे पास dx dy है तो इसके लिएx की लिमिट्स x0 से शुरू होकर x 4ay पर खत्म होती है और इस केस में हमें यह भी देखना है कि यहां पर इस बिंदु के कोऑर्डिनेटस क्या है इस बिंदु के कोऑर्डिनेटस 2 a a है तो इस बिंदु तक y a है नीचे के डोमेन में y 0 से a तक है और ऊपर के डोमेन में y a से 3 a तक है ऊपर के डोमेन के लिए x 0 से 3a y तक है अतः यह चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है हमें यहां पर दो इंटीग्रल्स मिले क्योंकि हमें डोमेन को 2 पार्ट्स में विभाजित करना पड़ा x एक्सिस के पैरेलल बनाई गई रेखा का पूरे डोमेन में शुरू होने वाला बिंदु और खत्म होने वाला बिंदु समान नहीं था नीचे के डोमेन में x0 से लेकर पैराबोला तक था और ऊपर के डोमेन में जहां y ≥ a वहाँ x0 से लेकर x 3a yतक था इस वजह से हमने इंटीग्रल को दो पार्ट्स में विभाजित किया चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद इंटीग्रल निम्न रूप में लिखा जा सकता है 0a02ayfxydxdya3a03a yfxydxdy तो अब हम निष्कर्ष पर आते हैं की चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या महत्वपूर्ण है जब हम यह देखते हैं कि दिए हुए इंटीग्रैंड को दिए गए आर्डर में इंटीग्रेट करना संभव नहीं है तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस में इसका उपयोग बहुत कन्वीनियंट है अतः चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है लेकिन उसके लिए रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनाना बहुत जरूरी है और फिर उसके से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना बहुत सरल हो जाता है यह कुछ रेफरेंसेस है जिनका उपयोग मैंने इन लेक्चर्स को बनाने के लिए किया है